इस सप्ताह के लेक्चर चार के लिए आपका स्वागत है पिछले लेक्चर में हमने चर्चा की थी कि कैसे आप कुछ सरल सीड सेट का उपयोग करने से लेकर अपनी कॉरपस और वर्डनेट से अपनी ओपिनियन सेंटीमेंट लेक्सिकोंस को बूटस्ट्रैप करते हैं इस लेक्चर में हम क्या देखेंगे हम मुख्य रूप से दो चीजों को देखेंगे मान लें कि आपके पास सेंटीमेंट लेक्सिकोंस हैं और आप इसका उपयोग सीधे अपने विभिन्न वाक्यों की सेंटीमेंट स्कोर और सभी डेटा में कर सकते हैं ये करने के लिए बहुत स्टैंडर्ड मेथड हैं जो आप एवरेज निकाल कर सकते हैं लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जिन्हें आपको ध्यान में रखना है कि हम किस बारे में बात करेंगे और फिर डिफरेंट डेटा सेट से हम यहां एबंडेंस ऑफ सेंटीमेंट्स का उपयोग करते हैं जैसे कि फिल्मों पर डेटा सेट को रिव्यू करें और जो अलग अलग शब्दों के बारे में आप देखते हैं वे नाइस ट्रेंड क्या हैं तो आप उन ट्रेंडस को देखने में सक्षम होने के लिए किस तरह के प्रमुख चीजों का उपयोग करते हैं यह भी पता लगाने के लिए कि कौन से शब्द पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटीमेंट के साथ मिल रहे हैंऔर कौन से शब्द अधिक प्रॉमिनेंट हैं तो हम देखते हैं मान लीजिए मैं सीखना चाहता हूं कि किसी शब्द का सेंटीमेंट स्कोर यह रिव्यू कॉर्पस में कितनी बार आता है देखने से पता चलता है मैं ऑनलाइन कॉर्पस से कुछ कॉर्पस जैसे आई एम डी बी लेता हूं मैं विभिन्न फिल्मों से सभी रिव्यू लेता हूं और अब मैं यह देखने जा रहा हूं कि किसी विशेष शब्द विशेष रेटिंग स्कोर के साथ कितनी बार कोरिलेट हो रहा है तो मैं यह कैसे करूँ यह किसी भी रिव्यू डेटा सेट के साथ शुरू हो सकता है तो यहाँ कुछ उदाहरण हैं आप फिल्मों से ले सकते हैं आप आई एम डी बी से ले सकते हैं यदि आप पुस्तकों के लिए रिव्यू लेना चाहते हैं तो आप अच्छी पुस्तकें ले सकते हैं यदि आप होटलों के लिए रिव्यू लेना चाहते हैं तो आप सभी ट्रिप एडवाइजर से ले सकते हैं और विभिन्न प्रोडक्ट्स के लिए आप अमेज़न या अन्य वेबसाइट ले सकते हैं अब विभिन्न पेजेस पर आपको डिफरेंट रेटिंग्स मिलेंगी कहीं आपको 1 से 5 मिलेंगे कहीं आपको 1 से 10 मिलेंगे इत्यादि और अब मैं यह पता लगाना चाहता हूं कि किसी पर्टीकूलर सेंटीमेंट क्लास पर्टीकूलर रेटिंग क्लास में कोई शब्द कितनी बार आता है तो ऐसा करने के लिए एक अच्छा उपाय क्या हो सकता है तो हम देखते हैं हम आई एम डी बी से उदाहरण ले रहे हैं मैं आईएमडीबी में प्रत्येक शब्द की पोलैरिटी का विश्लेषण करना चाहता हूं कि कितनी बार अलग अलग रेटिंग के साथ ऐसा होता है आपके दिमाग में आने वाला सबसे सरल उपाय क्या होगा आप देख सकते हैं कि मेरे पास 1 से 10 तक रीडिंग है और मैं यह पता लगाना चाहता हूं कि यह शब्द कितनी बार 1 2 3 4 5 6 7 8 और इसी तरह से कितनी बार आता है और मैं इसे के तक कर सकता हूं आइए हम 1 स्टार 2 स्टार और 3 स्टार में बैड शब्द को गिनें तो एक्स एक्सिस पर आप अलग अलग रेटिंग 1 से 10 देख सकते हैं और वाई एक्सिस परआप देख सकते हैं कि एक शब्द कितनी बार आता है तो यह एक दृष्टिकोण हो सकता है जो आपको यह बता सकता है कि किसी शब्द के काउंट कितने हैं लेकिन यह आपको किसी तरह की नॉर्मलआईजड पिक्चर को देखने में मदद नहीं करेगा इसलिए उदाहरण के लिए क्या यह शब्द अन्य रेटिंग की तुलना में अधिक प्रोबेबिलिटी वाले एक रेटिंग में होता है इसलिए क्या क्राइटेरिया होगा आप यह देखना चाहते हैं कि ऐसा हो सकता है कि मेरे कॉर्पस में रेटिंग 5 की तुलना में रेटिंग 1 के साथ अधिक रिव्यू हैं इसलिए सिंपल स्टैटिसटिक्स से 1 में इस शब्द का काउंट 5 के काउंट से अधिक होगी तो मैं कुछ नॉर्मलाइजेशन कर सकता हूं तो मैं जो पहला नॉर्मलाइजेशन कर सकता हूं वह यह है कि किसी विशेष रेटिंग में शब्द के काउंट को उस रेटिंग के सभी शब्दों के काउंट से विभाजित किया गया है तो यह किसी विशेष रेटिंग में किसी शब्द की प्रोबेबिलिटी के कुछ प्रकार जो मैं ले सकता हूं हो सकते हैं तो किसी विशेष रेटिंग को दिए गए शब्द की प्रोबेबिलिटी क्या है हम एक रेटिंग के अलावा और कुछ नहीं देखेंगे और आप उस रेटिंग के साथ आने वाले शब्दों को उस रेटिंग के साथ विभाजित किए गए अंकों की संख्या को देखकर प्राप्त कर सकते हैं जितनी बार या आप कह सकते हैं कि यह उस रेटिंग का साइज है जिसमें कितने अलग अलग शब्द हैं यह आपको उस रेटिंग में होने वाले शब्द की प्रोबेबिलिटी देगा यह आपको रेटिंग को नॉर्मलआईज करने में मदद कर सकता है तो इस शब्द की संभावना क्या है रेटिंग 1 रेटिंग 2 रेटिंग 3 और आप देख सकते हैं कि यहां रेटिंग 1 की हायर प्रोबेबिलिटी है इत्यादि लेकिन मान लीजिए कि अब आप शब्दों की तुलना करना चाहते हैं यह रेटिंग्स की तुलना करने के लिए ठीक है लेकिन अगर आप शब्दों की तुलना करना चाहते हैं तो यह एक अच्छा उपाय नहीं हो सकता है और ऐसा क्यों है क्योंकि यह फिर से हो सकता है कि यह शब्द लेक्सीकौन में बहुत आम है इसका मतलब है कि इस शब्द की संभावना वास्तव में बहुत अधिक है तो उस तर्क से इस रिव्यू के साथ इस शब्द के होने की प्रोबेबिलिटी भी अधिक हो सकती है मैं एक और नॉर्मलाइजेशन करना चाहता हूं जो इस शब्द की प्रोबेबिलिटी को ध्यान में रखता है तो एक वैकल्पिक उपाय क्या हो सकता है मेरे पास पहले से ही इस क्लास को दिए गए शब्द की प्रोबेबिलिटी है देखें जो कि एक विशेष रेटिंग क्लास है अब मैं इसे के शब्द की प्रोबेबिलिटी से विभाजित कर सकता हूं और यह एक नॉर्मलाइज्ड उपाय होगा अब यह विभिन्न शब्दों में तुलनीय होगा मैं देख रहा हूं कि विशेष रूप से विभाजित शब्द की कॉरपस में प्रोबेबिलिटी क्या है जो कि कुल शब्द की प्रोबेबिलिटी है तो आप यह भी सोच सकते हैं कि यह एक्चुअल प्रोबेबिलिटी से कितना अलग है अगर यह एक्चुअल प्रोबेबिलिटी से बहुत अलग है जिसका अर्थ है हाँ यह एक पर्टिकुलर क्लास का एक अच्छा संकेत है तो इसे लाइक्लीहुड कहा जाता है और इसे एक साथ स्केलड लाइक्लीहुड कहा जाता है इसलिए हम केटेगरी और अलग अलग शब्दों को उनकी स्केलड लाइक्लीहुड का उपयोग करके तुलना करने की कोशिश करेंगे कैसे वे स्केलड लाइक्लीहुड के साथ अलग अलग रेटिंग में होते हैं इसलिए इसके द्वारा मैं प्रोबेबिलिटी वर्ड गिवन क्लास को प्रोबेबिलिटी वर्ड से डिवाइड करके उन्हें शब्दों के कंपयरेबल बना रहा हूं अब हम आई एम डी बी डेटा सेट से कुछ उदाहरण लेते हैं एक्स एक्सिस पर हम जो देखते हैं हमारे पास अलग अलग रेटिंग 1 से 10 है और वाई एक्सिस पर हमारे पास स्केलड लाइक्लीहुड है और यह एक स्केल है इसलिए यह 1 से आगे नहीं जाएगा इसलिए इसे 0 से 1 के बीच होना चाहिए तो आप यहाँ क्या देख रहे हैं आइए हम पहले कॉलम को पॉजिटिव गुड और नेगेटिव गुड देखें इसलिए जैसा कि आप देख रहे हैं कि आप रेटिंग 1 से 7 तक जाते हैं पॉजिटिव गुड बढ़ रहा है इसका मतलब है कि हम एक नेगेशन के बिना यह बढ़ रहा हैलेकिन जब आप 7 से 10 के होते हैं तो यह कम हो जाता है नेगेटिव गुड यह शुरू में इनिशियली हाई है और फिर यह घट रहा है तो अब आप इसका मतलब समझ सकते हैं जब आप हायर रिव्यूज के लिए देखते हैं तो यह बढ़ रहा है और फिर घट रहा है और वास्तव में यह मामला हो सकता है क्योंकि हां जब आप रेटिंग 1 की रिव्यू के लिए जाते हैं तो आपके पास बहुत अच्छा रिटर्न नहीं हो सकता है लेकिन जब आप हायर रिव्यूज के लिए जाते हैं तो हां यहां एक अच्छा रिटर्न है लेकिन जब आप और भी हायर रिव्यूज पर जाते हैं तो आप गुड जैसे शब्द का उपयोग नहीं कर सकते हैं आप अमेजिंग और फैंटास्टिक जैसे एडजेक्टिव का उपयोग कर रहे होंगे तो आप उस तरह के एडजेक्टिवस का उपयोग कर रहे हैं जो आप अगले कॉलम में देखेंगे आप अमेजिंग जैसा एडजेक्टिव लेते हैं और आप रिव्यू 1 से 5 में देखेंगे यह लगभग बहुत कम 005 है और फिर यह शूट अप करना शुरू करता है जब यह रेटिंग समय की रिव्यू में 028 पर जाता है इसका मतलब है कि शब्द अमेजिंग स्केल लाइक्लीहुड रेटिंग रिव्यू में बहुत बार आता है जो एक अच्छी तस्वीर देता है अब आप नेगेटिव गुड एडवर्ड्स के बारे में बात करते हैं इसलिएजैसे ही हम हाई रिव्यूज से जाते हैं यह कम हो रहा है 10 की रिव्यू में वे कई अकरेंसीस चाहते हैं जो अच्छी नहीं हैं लेकिन अब अगर आप टेरिबल या डिप्रेसिंग की बात करते हैं तो आपके पास डिप्रेसिंग डिप्रेसिव शब्द है आप देखते हैं कि शुरू में रेटिंग 1 में यह एक हाई लाइक्लीहुड के साथ आ रहा था जो स्केलड लाइक्लीहुड है और जैसे ही आप नीचे जाते हैं यह घटता रहता है फिर से यह पैटर्न दिलचस्प लग रहा है तब आप शब्द ग्रेट देखते हैं यह अमेजिंग की तरह आश्चर्यजनक नहीं है लेकिन फिर से यह अच्छा चलन है यह 1 से 10 तक बढ़ना शुरू हो जाता है 005 से यह 017 तक चला जाता है कि इसी तरह 021 से शुरू होकर यह 004 तक जाता है जब आप रेटिंग समय पर जाते हैं और इसी तरह यदि आप ऑसम और टेरिबल देखते हैं तो उनके पास आश्चर्यजनक रूप से समान ट्रेंडस हैं तो ऑसम अमेजिंग के समान है हाँ रेटिंग 10 में यह बहुत आता है आप संख्याओं को भी लगभग 028 027 देखते हैं और टेरिबल रेटिंग 1 028 में बहुत अधिक है और रेटिंग ट्रेंड में 003 तक जाता है तो अब आप विभिन्न शब्दों की तुलना कर सकते हैं जो कि रेटिंग 1 2 और 10 की रिव्यू के साथ होने की संभावना है और आप तुलना करने की कोशिश कर सकते हैं कि कौन से शब्द बहुत ही समान तरीके से व्यवहार करते हैं और आप इस विधि का उपयोग एक रिव्यू कॉर्पस का उपयोग यह जानने में भी कर सकते हैं कि कौन से शब्द वास्तव में पॉजिटिव हैं कौन से शब्द नेगेटिव हैं आप इसका उपयोग उस कार्य के लिए कर सकते हैं जिस पर हमने पिछले लेक्चर में भी चर्चा की थी अब आप कुछ अन्य ट्रेंडस भी देख सकते हैं तो इतनी नेगेशन एक बड़ी समस्या है जब भी आप वाक्य में नेगेशन देखते हैं तो यह हमेशा नेगेटिव सेंटीमेंट व्यक्त करता है तो नीचे दिया गया नेगेटिव तर्क नेगेटिव सेंटीमेंट से जुड़ा हुआ है तो पोट्स ने इस प्रयोग को कहा जहां उन्होंने पाया कि ऑनलाइन रिव्यूज में कितनी बार नेगेशन जैसे नोटनो नेवर आ रहे हैं और फिर वे रिव्यू रेटिंग के साथ इसकी ऑक्युरेंस को रिव्यू देखने की कोशिश कर रहे थे तो वे कितनी बार अलग अलग रेटिंग के साथ आते हैं फिर से उन्होंने आई एम डी बी और फाइव स्टार रिव्यू के लिए स्केलड लाइक्लीहुड को लिया और उन्हें यहां एक बहुत ही हाइपर सेंसिटिव ट्रेंड मिला जिसमें रेटिंग1 की रिव्यू में यह 012 की बहुत हाई स्केलड लाइक्लीहुड था और जैसा कि आप 10 से नीचे जाते हैं इसमें 008 होता है जो उतना अलग नहीं है जितना आप टेरिबल या ऑसम में देख रहे थेलेकिन आप कह सकते हैं कि यह नेगेशन रेटिंग 1 के रिव्यु के साथ रेटिंग 10 की रिव्यु की तुलना में अधिक हो रही है और वही चीज़ जो उन्होंने अन्य रिव्यू के साथ देखी वह फाइव स्टार रेटिंग पर थी तो यह रिव्यू 1 के साथ 026 लाइक्लीहुड रेटिंग 1 की रिव्यू और रेटिंग 5 की रिव्यू के साथ 013 की लाइक्लीहुड के साथ हुई तो अब मान लीजिए कि मैं इस लेक्सिकॉन का उपयोग करना चाहता हूं मेरे पास एक सेंटीमेंट लेक्सिकॉन है मैं इसका उपयोग यह जानने के लिए करना चाहता हूं कि मेरे कॉर्पस में एक वाक्य या एक पैराग्राफ में सेंटीमेंटल स्कोर क्या है यह मदद करेगा कि मैं बस एक एल्गोरिथ्म पर आधारित बहुत सरल शब्दों में से प्रत्येक का सेंटीमेंट स्कोर ले सकता हूं आप प्रत्येक शब्द की सेंटीमेंट का पता लगाते हैं जोड़ते हैं एवरेज लेते हैं और इससे आपको पूरे वाक्य का स्कोर मिलेगा इसलिए जो मैं यहां दिखाने की कोशिश कर रहा हूं वह यह है कि आपके पास इसके ऊपर कुछ लिंग्विस्टिक इनट्यूशन है जो आपको बेहतर परिणाम दे सकता है उदाहरण के लिए इसके साथ एक विशेष समस्या नेगेशन है तो मैं क्या करूं मेरे पास टेरिबल और गुड जैसे शब्द हैं मुझे पता है कि टेरिबल माइनस 5 की तरह है और गुड प्लस 3 हैं अगर मुझे यहाँ एक नेगेशन मिलता है नोट टेरिबल नॉट गुड तो मैं क्या करूँ मैं नोट की पोलैरिटी के साथ टेरिबल की पोलैरिटी जोड़ता हूं इसी तरह नोट की पोलैरिटी के साथ गुड की पोलैरिटी जो एक अच्छी अप्रोच नहीं है मुझे समझना चाहिए कि ये कुछ प्रकार के फ़ंक्शन शब्द हैं जिनमें कुछ दस फ़ंक्शन हैं तो क्या मैं इसे एक फ़ंक्शन के रूप में ले सकता हूं एक साधारण कार्य जिसे आप सोच सकते हैं वह यह है की पोलैरिटी को रिवर्स कर दें टेरिबल 5 और नोट टेरिबल 5 हो जाएगा लेकिन क्या यह एक अच्छी अप्रोच है जो हम देखेंगे दूसरे कुछ अन्य शब्द भी हैं जो फ़ंक्शन शब्दों की तरह हैं तो आप एक बहुत अच्छा शब्द कह सकते हैं जैसे वेरी यहां गुड की कुछ पोलैरिटी हैऔर अब आप वेरी को गुड के साथ अटैच कर देते हैं तो उसकी पोलैरिटी क्या होगीऔर कुछ शब्द जैसे समवॉटतो जब आप समवॉट गुड लेंगे उसकी पोलैरिटी क्या होगी यहां गुड की कुछ पोलैरिटी है आप समवॉट गुड को क्या पोलैरिटी देंगे जैसे कि आप कुछ लिंग्विस्टिक कंडीशन का उपयोग अपने लेक्सिकॉन से बहुत अधिक साइंस बनाने के लिए कर सकते हैं और इन सभी विभिन्न फ़ंक्शन शब्दों के साथ कुछ गलतियाँ करने से बच सकते हैं तो आप शीर्ष पर कुछ लिंग्विस्टिक कंडीशन का उपयोग कर सकते हैं और यह आपको कुछ बेहतर परिणाम दे सकता है तो हम देखते हैं मेरे पास कुछ शब्द है जैसे एक्सीलेंट प्लस 5 के साथ गुड प्लस 3 के साथ टेरिबल माइनस 5 के साथ और बैड माइनस 3 के साथ जैसा कि हमने कहा एक साधारण बात हम कर सकते हैं जब आपके पास नेगेशन है तो पोलैरिटी को रिवर्स कर देना है अगर आप पोलैरिटी को रिवर्स कर देते हैं तो हमें नॉट एक्सीलेंट माइनस 5 नॉट गुड माइनस3 नॉट टेरिबल प्लस 5 और नॉट बैड प्लस 3 मिलेगा अब बस एक सेकंड के लिए उस पर एक नज़र है और देखें कि क्या समझ में आता है तो हम कह रहे हैं की एक्सीलेंट माइनस 5 और नॉट गुड माइनस 3 है इसलिए इसके बारे में सोचो जब मैं एक्सीलेंट कहता हूं तो मेरा मतलब है कि यह वास्तव में गुड है जब मैं कहता हूं एक्सीलेंट नहीं है तो मेरा मतलब है टेरिबलअगर मैं कहूं कि एक्सीलेंट नहीं इसका मतलब है यह एक्सीलेंट नहीं है लेकिन यह गुड हो सकता है यह गुड है लेकिन एक्सीलेंट नहीं है इसलिए अगर मुझे कहना है कि यह गुड नहीं है तो मैं नॉट गुड कहूंगा इसलिएनॉट एक्सीलेंट मतलब पॉजिटिव पोलैरिटी है पूरी तरह से पोलैरिटी को रिवर्स करना यहां एक अच्छा विचार नहीं होगा इसे 5 से बदलकर माइनस 5 करने से वास्तव में गलत होगा इसी तरह फिर से नॉट गुड नॉट एक्सीलेंट से बेहतर स्कोर प्राप्त कर रहा है जो फिर से आइडियल नहीं है आप नॉट गुड को नॉट एक्सीलेंट से लोअर् स्कोर देना चाहते हैं एक ही बात आप अन्य दो शब्दों के बारे में सोच सकते हैं अगर आपके पास नॉट बैड हैतो आप कह सकते हैं कि यह गुड की तरफ जा रहा है मगर जब हम नॉट टेरिबल देखते हैं तो इसका मतलब भी बैड ही है तो नॉट टेरिबल भी बैड ही है जिसका नेगेटिव स्कोर नॉट बैड से कम है जो यहां हो रहा है वह इसका रिवर्स है तो आप देखते हैं कि नॉट टेरिबल नॉट बैड से एक हाई स्कोर प्राप्त कर रहा है यह आइडियल नहीं है तो आपको सिर्फ पोलैरिटी को रिवर्स करना थायहां हम कुछ और कर सकते हैं और यह कहा जाता है कि आप एक पोलैरिटी शिफ्टिंग की तरह कुछ करते हैं अगर यह माइनस 5 है तो आप पोलैरिटी को शिफ्ट करते हैं और बैड में प्लस 4 ऐड करते हैं अगर टेरिबल माइनस 5 है और आप प्लस 4 ऐड करते हैं तो आपको माइनस 1 मिलेगा यही आप नॉट बैड के लिए भी करेंगे नॉट बैड माइनस 3 प्लस 4 एक के बराबर होगाऔर नॉट बैड को गुड बनता जाएगा तोयहां आप एक पॉजिटिव सेंस पोलैरिटी प्राप्त कर रहे हैं वही आप एक्सीलेंट के साथ करते हैं एक्सीलेंट 5 है और आप कहते हैं नोट एक्सीलेंट पोलरिटी शिफ्ट करता है तो आप कहते हैं कि 5 माइनस 4 यहां आप प्लस चार कर रहे थे आप माइनस चार कर रहे हैं यह सिर्फ एक संख्या है जिसे आप इसे बदल सकते हैं और यह आपको 1 देगा तो आपके पास अभी भी एक है पॉजिटिव स्कोर और नॉट गुड गुड की 3 है आप पोलैरिटी को शिफ्ट करते हैं आप 1 प्राप्त करते हैं आपको एक नेगेटिव पोलैरिटी मिलती है और यह केवल पोलैरिटी को रिवर्स करने की तुलना में बहुत बेहतर अप्रोच होगी तो यह लिंग्विस्टिक इनट्यूशन की तरह है जिसे आप उपयोग कर सकते हैं तो यहाँ पोलरिटी शिफ्ट है और कुछ ऐसा है कि कुछ 5 माइनस 4 आपको प्लस 1 देता है 3 माइनस 4 आपको 1 माइनस 1 देता है और आप देख सकते हैं कि नॉट गुड का नोट एक्सीलेंट से अधिक नेगेटिव सेंटीमेंट है जो आप नॉट टेरिबल और नॉट बैड के साथ भी देख सकते हैं इसी तरह आप विभिन्न इंटेंसिफायर जैसे वेरी समव्हाट इत्यादि को कैसे संभालते हैं तो आप यहां क्या देखते हैं इसलिए आपके पास कुछ एम्पलीफायर हो सकते हैं जो इंटेंसिटी को बढ़ा सकते हैं और फिर कुछ डाउनटोनर होते हैं जो थोड़ा कम कर सकते हैं तो मैं क्या करना चाहता हूँ मान लीजिए कि आप गुड के लिए पोलैरिटी जानते हैं आप इस स्कोर को अच्छे के लिए जानते हैं अब अगर यह सम व्हाट गुड होता है तो मान लीजिए कि यह 3 है आप इस अधिकार को कुछ हद तक कम करना चाहते हैं तो आप 3 से 2 करना चाहते हैं दूसरी ओर अगर यह बहुत अच्छा या वास्तव में अच्छा कहती है तो आप इसे बढ़ाना चाहते हैं इसलिए हम 35 का उपयोग 3 की जगह कहते हैं तो वेरी गुड 35 हो सकता है तो फिर से ये कुछ फ़ंक्शन शब्दों की तरह काम कर रहे हैं जो मुख्य शब्द के आपके सेंटीमेंटल स्कोर को संशोधित करने के लिए एक फ़ंक्शन के रूप में कार्य कर सकते हैं तो फिर से लिंग्विस्टिक में शब्दों का पता लगा सकते है और पेपर में सूचित कर सकते हैं तो उन्होंने कुछ स्कोर दिए जैसे कि स्लाइटली मे आप माइनस 50 परसेंट करें समव्हाट में माइनस 30 परसेंट प्रीटी में माइनस 10 परसेंट रियली में 15 परसेंट करें तो वे अब एक एम्पलीफायर वेरी प्लस 25 एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्लस 50 और मोस्ट प्लस 100 बन जाता है तो आप इन संशोधकों को बनाते हैं और आप कैसे संगणना करते हैं तो मान लीजिए कि आपके पास इस तरह का एक वाक्य है जो सम व्हाट स्लीज़ी है तो स्लीज़ी माइनस 3 है इसलिए जब आप कुछ स्लीज़ी करते हैं तो आप ठीक कहेंगे इसलिए स्लीज़ी सॉरी का यह स्कोर माइनस 30 प्रतिशत है तो आप कहते हैं कि माइनस 3 100 प्रतिशत माइनस 30 प्रतिशत तो यह माइनस 3 गुना 07 देगा यह आपको माइनस 021 देगा जैसे कि आप इन डाउनटोनर या एम्पलीफायरों के साथ स्कोर दे सकते हैं तो यह फिर से कुछ लिंग्विस्टिक इनट्यूशन है जिनका उपयोग किया जा सकता है फिर कई बार आपको विशिष्ट सेंटेंसेस से सावधान रहना होगा तो जैसे कि लोग कुछ अवास्तविक मूड का उपयोग कर रहे हैं इसलिए जैसा मैंने सोचा था कि यह फिल्म ग्रिंच जितनी अच्छी होगी लेकिन दुर्भाग्य से यह नहीं था इसलिए यहाँ लेखक कह रहा है कि मुझे लगा कि यह फिल्म ग्रिंच जितनी अच्छी होगी तो सभी तरह से यहां कुछ सकारात्मक शब्द हैं जो अवास्तविक मनोदशा कहते हैं तो आप कह रहे हैं कि मैंने सोचा कि यह क्या हुआ लेकिन ऐसा नहीं हुआ तो यह फिर से है इसलिए यहां आप अपने भाव स्कोर पर झूठ नहीं बोल सकते हैं जो आपके लेक्सिकॉन में दिए गए हैं इसी तरह आप इस तरह से एक वाक्य देखते हैं यह एक बेहतरीन फिल्म होनी चाहिए थी फिर से अगर आप सिर्फ अपनी सेंटीमेंट लेक्सिकॉन का उपयोग करते हैं तो आप कहेंगे कि यह एक सकारात्मक पोलैरिटी है लेकिन यह फिर से एक अवास्तविक मनोदशा है और आप सीधे शब्दों पर भरोसा नहीं कर सकते तो आपके पास इसके अवास्तविक मूड का पता लगाने का कोई तरीका होना चाहिए या यह शायद मेरी पोलैरिटी को बदल देगा या मैं कुछ और का उपयोग करूंगा तो विशेष रूप से आपको सशर्त मार्कर का उपयोग करने के बारे में सावधान रहने की आवश्यकता है यदि ऐसा होता तो यह तब और अच्छा होता फिर कुछ भी या किसी भी चीज की तरह कुछ इरादतन शब्द जैसे आई एक्सपेक्टेड आई डाउट जब भी ऐसा होता है तो आप इस बात पर भरोसा नहीं कर सकते कि इसके आगे क्या आता है इसी तरह यदि वाक्य में प्रश्न हैं तो भी आपको शब्दों पर पूरी तरह से भरोसा करने में सक्षम नहीं होना चाहिए और फिर यह कई बार महत्वपूर्ण होता है जब आप समाचार कॉर्पस जैसे कॉर्पस पर सेंटीमेंट एनालिसिस करते हैं तो आप क्या देखते हैं आपको विभिन्न कोट्स मिलेंगे इसलिए उन्होंने कुछ कहा इसलिए अब आप कोट्स में जो कुछ भी है उसके द्वारा एक वाक्य को सेंटीमेंट नहीं दे सकते क्योंकि वह सिर्फ कुछ अन्य सेंटीमेंट्स की रिपोर्ट कर रहा है लेकिन वास्तव में लेखक के पास कोई सेंटीमेंट नहीं थी तो आप कुछ सेंटीमेंट बता रहे हैं इसलिए यदि आप सेंटेंस की सेंटीमेंट का पता लगाना चाहते हैं और इसके पास कोई वाक्य नहीं है इसलिए आपको सेंटेंस की सेंटीमेंट देने के लिए कोट्स की भावना का उपयोग नहीं करना चाहिए तो कोट्स के साथ भी आपको सावधान रहना चाहिए तो क्रिस्टोफर पॉट्स के पास एक बहुत अच्छा सेंटीमेंट ट्यूटोरियल है आप बस क्रिस्टोफर पॉट्स द्वारा सेंटीमेंट ट्यूटोरियल की खोज कर सकते हैं और वहां आप अलग अलग वाक्यों को भी आज़मा सकते हैं और देख सकते हैं कि टोकनआईजेशन कैसे किया जाता है तो इट साउंड्स लाइक अ ग्रेट प्लॉट बट कैन नॉट होल्ड अप तो आप देखते हैं कि निगेशन होल्ड और अप के साथ आ रहा है और आगे यह बताता है कि कैसे अलग अलग लेक्सीकौन ने इसे एक स्कोर देने की कोशिश की तो आप देखेंगे कि कैसे सेंटीवर्डनेट इसके साथ काम करता हैओपिनियन लैक्सिकोन इसके साथ कैसे काम करता है आई एम डी बी इससे कैसे डील करता है आदि आप विभिन्न शब्दों के लिए सेंटीवर्डनेट में देखते हैं आपको पता चलता है कि वे पॉजिटिव पोलैरिटी या नेगेटिव पोलैरिटी के हैं आप सीधे इस ट्यूटोरियल वेबसाइट का उपयोग करके पता लगा सकते हैं कई अन्य रिसोर्सेज हैं जो आपके लिए उस वेबसाइट पर ही उपयोगी होंगे तो यह इस लेक्चर के बारे में था कैसे आप अफेक्टिव लेक्सीकौन के साथ गणना करते हैं रिव्यू डेटा सेट में होने वाले शब्दों के बारे में आप किस तरह के अच्छे ट्रेंड देख सकते हैं इसलिए हम अगले लेक्चर में इस सप्ताह और पाठ्यक्रम को समाप्त कर देंगे इसलिए हम एक दूसरी एप्लीकेशन लेंगे तो आप सिर्फ संकेत देने की कोशिश करो और एस्पेक्ट बेस्ड सेंटीमेंट एनालिसिस एस्पेक्ट क्या है इसलिए अब तक हम क्या कर रहे हैं हम सेंटेंस को स्कोर दे रहे हैं यह पॉजिटिव या नेगेटिव सेंटीमेंट है लेकिन मान लीजिए कि यह पूरी तरह से नहीं है तो मैं पूरे होटल के बारे में पॉजिटिव कह रहा हूं जैसे मैं होटल की रिव्यू लिख रहा हूं हो सकता है कि मैं होटल के बारे में पॉजिटिव नहीं कह रहा हूं या होटल के बारे में नेगेटिव नहीं हूं हो सकता है कि कुछ पहलुओं के बारे में कहा जा सकता है कि सेवा अच्छी थी लेकिन कमरे में भोजन की गुणवत्ता अच्छी थी लेकिन कमरा गंदा था इसलिए मैं एक पहलू के बारे में कुछ पॉजिटिव कह सकता हूं लेकिन दूसरे पहलू के बारे में नेगेटिव कह सकता हूं तो उन को पकड़ने के कुछ सरल तरीके हैं जो आप अगले लेक्चर में देखेंगे